अब हम प्लेसमेंट की समस्या पर विचार करते हैं अब चरणों के अनुक्रम में भौतिक डिजाइन स्वचालन चक्र में विभाजन को फ्लोर प्लानिंग के बाद पिन असाइनमेंट के साथ किया जाता है और फिर प्लेसमेंट आता है खैर इसका मतलब है कि हालांकि हमने कहा था कि कुछ डिजाइन शैलियों मानक सेल्स या गेट ऐरे फ्लोर प्लानिंग और प्लेसमेंट आपस में अधिक भिन्न नहीं हैं उन्हें एक साथ विलय किया जा सकता है लेकिन पूर्ण कस्टम शैली के लिए हमें इन चरणों का पालन करना होगा इसलिए हम इस व्याख्यान में प्लेसमेंट की समस्या पर अपनी चर्चा शुरू करते हैं इसलिए जैसा कि मैंने कहा यह सबसे महत्वपूर्ण चरणों में से एक है क्योंकि यह बहुत बड़ा होता है आप चिप के समग्र प्रदर्शन और लागत पर प्रभाव कह सकते हैं क्योंकि आप आज के चिप में देखते हैं आप जानते हैं कि घनत्व घटकों एक चिप में आपके द्वारा पैक किए जाने वाले घटकों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है आज आप एक चिप में अरबों ट्रांजिस्टर पैक कर सकते हैं लेकिन अगर आप एक चिप के अंदर इन सर्किट के इस मानक लेआउट को देखते हैं तो आप पाएंगे कि इंटरकनेक्शन्स पूरे क्षेत्र आकार के बड़े प्रतिशत पर कब्जा कर लेते हैं क्योंकि यह मेमोरी चिप्स अक्सर स्टैंडर्ड लॉजिक या प्रोसेसर चिप्स की तुलना में बहुत अधिक घने होते हैं क्योंकि मेमोरी सेल्स में लेआउट बहुत नियमित होता है आपस में जुड़े होते हैं इसलिए यदि आपका प्लेसमेंट अच्छा नहीं है तो आपकी इंटरकनेक्शन समस्या इंटरकनेक्शन लागत बढ़ सकती है जो कि बढ़ सकती है मेरा मतलब है कि इंटरकनेक्ट की लागत में वृद्धि परिणामस्वरूप चिप की लागत इसलिए प्लेसमेंट समस्या महत्वपूर्ण है यदि आपका प्लेसमेंट खराब है तो ज्यादा एरिया की आवश्यकता हो सकती है और यदि एरिया बढ़ जाता है तो कुछ महत्वपूर्ण हिस्से लंबाई में भी बढ़ सकते हैं जिसके परिणामस्वरूप प्रदर्शन में गिरावट आ सकती है तो अनिवार्य रूप से प्लेसमेंट कहता है कैसे लेआउट सतह पर मॉड्यूल के सेट की व्यवस्था कैसे की जाए इस स्तर पर हम मानते हैं कि मॉड्यूल के निश्चित शेप और निश्चित पिन स्थान हैं तो फ्लोर प्लैनिंग और पिन असाइनमेंट के चरण पहले ही हो चुके हैं अब आपके पास ऐसे मॉड्यूल हैं जो निश्चित शेप और निश्चित स्थानों पर हैं वैसे कुछ मॉड्यूल हैं जिनमें पूर्व नियोजित स्थान हैं जैसे IO पैड जैसे आप देखते हैं कि मैं आपको दिखा रहा हूं मान लीजिए यह एक चिप का विशिष्ट लेआउट है इसलिए पिन के लिए आमतौर पर सभी 4 पक्षों से लिया जाता है इसलिए इनपुट आउटपुट पैड समर्पित सर्किटरी होते हैं जो इनपुट और आउटपुट सिग्नल लाइनों को चलाने के लिए उपयोग किए जाते हैं अब ये आईओ पैड बाहरी पिंस से सटे हुए हैं अब क्योंकि इस चिप के फिक्स हो जाएंगे तो IO पैड्स का स्थान भी तय हो जाएगा तो ये कुछ ब्लॉक हैं जिनकी स्थिति पूर्व नियत है लेकिन लेआउट क्षेत्र के भीतर जो इसके लिए यहां उपलब्ध है उसके भीतर आप यहां अपने सभी ब्लॉक रख सकते हैं अच्छी तरह से फुल कस्टम में आकार किसी भी शेप और आकार के हो सकते हैं सभी संभव शेप और आकार जो आपके पास हो सकते हैं तो आपके पास भी ऐसा कुछ हो सकता है तो यह वही है जो प्लेसमेंट समस्या के बारे में बताता है अब इसके अतिरिक्त जैसा कि मैंने कहा कि आप बीच बीच में कुछ स्थान इंटरकनेक्शन के लिए जोड़ सकते हैं जिसका अर्थ है कि आपको यह जानना होगा कि स्थान की कितनी आवश्यकता है या इंटरकनेक्शन कंपलेक्सिटी क्या है आइए हम यहां एक उदाहरण लेते हैं जो आपको 2 संभावित प्लेसमेंट के संबंध में तार की लंबाई के प्रभाव को दिखाता है जबकि ये बहुत ही सरल उदाहरण हैं जो 8 गेट दिखाते हैं और बताते हैं कि प्रत्येक गेट OR मॉड्यूल का प्रतिनिधित्व करता है तो 8 मॉड्यूल हैं मान लें कि अगर मैं मॉड्यूल को इस तरह रखता हूं तो यह संख्या गेट नंबर को इंगित करती है तो आप देखते हैं 1 5 से जुड़ा है तो 1 को 5 में से कनेक्ट करना है 5 में 3 कनेक्शन हैं तो 1 यहां से जुड़ा है 2 5 से जुड़ा है और 5 7 से जुड़ा है इसलिए इंटरकनेक्शन के लिए 3 पिन हैं इसलिए इन्हें ठोस बिंदुओं द्वारा दिखाया गया है तो इसी तरह से 3 6 से जुड़ा हुआ है 4 6 से जुड़ा है और 6 7 से जुड़ा है और यहाँ 7जुड़ा है 8 से इसलिए यदि आप यहां वायर की लंबाई की गणना करते हैं तो यह 10 पर आता है तो मैंने कैसे गणना की आप देख रहे हैं कि मैं मान रहा हूँ कि आसन्न सेल्स लागत 1 हैं इसलिए इस धातु की लागत 1 प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हो जाएगी मान लीजिए मेरा प्लेसमेंट ऐसा था जहाँ ब्लॉक 5 यहाँ है 6 यहाँ है 8 यहाँ है 4 2 7 इस तरह से है तो मेरी नेट सूची के अनुरूप इंटरकनेक्शन इस तरह होगा तो अब यदि आप तार की लंबाई की गणना करते हैं तो यह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 होगा और मुझे लगता है कि 12 तो यह 12 हो जाता है इसलिए प्लेसमेंट के आधार पर आपकी तार की लंबाई बढ़ सकती है इसलिए प्लेसमेंट के मुख्य उद्देश्यों में से एक समग्र तार की लंबाई को कम करना हो सकता है क्योंकि एक सहज ज्ञान युक्त तर्क आप दे सकते हैं कि अगर मैं समग्र तार की लंबाई को कम करता हूं तो यह उम्मीद है कि मेरे सर्किट का प्रदर्शन भी बेहतर होगा यह ज्यादातर समय सच है लेकिन अपवाद की स्थिति हो सकती है यह हो सकता है कि आपकी तार की लंबाई कम हो रही है लेकिन आपकी क्रिटिकल लेंथ लंबी होती जा रही है जो एक चरम मामला हो सकता है हमें रौटाबिलिटी के संबंध में लेना चाहिए इसलिए यहां हम मानक सेल प्रकार के प्लेसमेंट पर विचार कर रहे हैं लेकिन हम सिर्फ यह गिन रहे हैं कि हमें इंटरकनेक्शन के लिए कितने ट्रैक की आवश्यकता है तो फिर से वही उदाहरण 8 ब्लॉक कुछ इंटरकनेक्ट हैं मान लीजिए कि मेरे कनेक्शन इस तरह हैं D ब्लॉक से G ब्लॉक B से E B से F B से H C से H तक कनेक्शन है तो अगर मेरे पास इस तरह का एक कनेक्शन है तो जैसा कि आप मेरे सभी कनेक्शनों को अच्छी तरह से देख सकते हैं यहां एक धारणा है जो मैं बना रहा हूं और मैं इस धारणा से जुड़ा हूं कि जब एक चैनल में यह चैनल रूटिंग की तरह है इसलिए जब भी मैं कनेक्शनों को रूट कर रहा हूं मैं यह मान रहा हूं कि धातु की 2 परतें होंगी जैसे कि मुझे समझाने दें इसलिए यदि मेरे पास एक क्रॉस सेक्शनल दृश्य है तो एक क्रॉस सेक्शनल व्यू में यह एक धातु की सतह हो सकती है यह एक और धातु की सतह हो सकती है और बीच में किसी प्रकार की इन्सुलेट सामग्री होगी इसलिए वे एक दूसरे को छू नहीं रहे हैं वे 2 अलग अलग परतों पर हैं तो 2 धातु परतों या एक 2 अलग सूची इसलिए अधिवेशन के रूप में मैं एक परत पर सभी क्षैतिज रेखाएँ और दूसरी परत पर सभी ऊर्ध्वाधर लाइनें चला सकता हूं और जब भी मुझे कनेक्शन बनाने की आवश्यकता होती है तो मैं कुछ करता हूं जिसे तार कनेक्शन वायर संपर्क कहा जाता है तार संपर्क इस तरह से दिखता है जब भी मुझे इस परत से इस परत की आवश्यकता होती है तो मैं ड्रिल करता हूं अब मैं एक शीर्ष दृश्य भी दिखा रहा हूं शीर्ष दृश्य में जब भी मुझे आवश्यकता होती है मैं पूरी ड्रिल करता हूं मैं इन 2 परतों के बीच धातु डालता हूं तो यहां इस तरह से एक कनेक्शन है ठीक है इसलिए इस आरेख में यदि आप देखते हैं तो एक ही परंपरा का पालन करें ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाएं 2 अलग अलग परतों में होती हैं ताकि भले ही कुछ लाइनें क्रॉस हो रही हों तब भी कोई शॉर्ट सर्किट न हो क्योंकि ऊर्ध्वाधर लाइनें एक परत पर हैं क्षैतिज रेखा है एक अलग परत पर कनेक्शन केवल जंक्शन पर हैं इसलिए जहां भी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर खंड एक दूसरे से मिल रहे हैं अब इस समाधान में आप देख सकते हैं कि मुझे केवल 2 ट्रैक्स की आवश्यकता है रूटिंग के लिए कुल राउटिंग क्षेत्र आप ट्रैक्स के संदर्भ में माप सकते हैं मुझे 2 ट्रैक्स की आवश्यकता है लेकिन अगर मैं उन्हें थोड़ा अलग तरीके से घुमाता हूं तो आप इसे देख सकते हैं अब मेरी तार की लंबाई स्पष्ट रूप से कम है यहाँ मेरी तार की लंबाई इतनी लंबी है कुछ तारों में थोड़ी लंबी है लेकिन यहाँ मेरी तार की लंबाई स्पष्ट रूप से कम है लेकिन मैंने पहले ही इन्हें 2 परतों पर रखा है लेकिन इस तीसरी पंक्ति को जोड़ने के लिए मुझे तीसरी परत की आवश्यकता है मैं इसे 2 परतों पर नहीं कर सकता अन्यथा वे यहां एक शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे मुझे उन्हें कनेक्ट करने के लिए एक और तीसरी परत की आवश्यकता है तो इस तार की लंबाई और ट्रैक्स की संख्या वास्तव में एक प्रकार की परस्पर विरोधी आवश्यकता होती है तार की लंबाई का हमेशा यह मतलब नहीं होता है कि आपके रूटिंग का कुल क्षेत्रफल कम है ट्रैक्स का मतलब है कि ट्रैक्स को कम करने का मतलब है कि लेआउट के लिए कम क्षेत्रफल है लेकिन तारों को बढ़ाना तार की लंबाई का मतलब डिले में वृद्धि हो सकती है तो आपको 2 के बीच संतुलन बनाना होगा ठीक है अब यह एक दिलचस्प आरेख है यह आरेख का एक सेट है जो एक उदाहरण सर्किट के लिए है यह वास्तव में बेंच मार्क सर्किट है जो कि b गायब है इसे e64 कहा जाता है यह e64 एक FPGA के लिए मैप किया गया था जहाँ 230 लुक अप टेबल उपयोग किए गए थे तो कनेक्शन को मैप करने के बाद जहां एक सीधी रेखा खींची जाती है और यह है वह मेष आरेख ज़िगज़ैग आरेख जो वास्तव में बदसूरत दिखता है यह यादृच्छिक प्रारंभिक प्लेसमेंट के संबंध में था लेकिन आपके द्वारा एक अच्छा प्लेसमेंट किए जाने के बाद यदि आप इसे फिर से खींचते हैं तो आप देखते हैं कि यह बहुत अधिक साफ़ दिखता है अधिकांश कनेक्शन स्थानीय हैं बहुत नहीं चिप के एक कोने से दूसरे तक नहीं और विस्तार रूटिंग के बाद तो यह केवल विस्तार राउटिंग के बाद के लिए सीधी रेखा खींचकर है कनेक्शन इस तरह दिखते हैं सिर्फ एक के लिए एक अच्छा प्लेसमेंट से एक बहुत ही साफ़ नेटवर्क होता है और बहुत कम तार लंबाई होती है अब प्लेसमेंट की समस्या पर आते है तो इनपुट अच्छी तरह से परिभाषित आकार के साथ मॉड्यूल का एक सेट है इसलिए यहां उनमें से कोई भी फ्लैक्सिबल नहीं है जैसे कि फ्लोर प्लैनिंग में हमने कहा था कि कुछ ब्लॉक उनकी ऊंचाई और चौड़ाई के मामले में फ्लैक्सिबल हैं लेकिन एरिया तय किया गया था लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं है प्रत्येक ब्लॉक की ऊंचाई और चौड़ाई निश्चित तय की गई है सब को अंतिम रूप दिया गया है और मॉड्यूल में पिंस का स्थान भी तय किया गया है इसके अलावा आपके पास एक शुद्ध सूची है जो आपको बताती है कि कौन सी पिन किस अन्य पिन से जुड़ी हुई है जो नेट सूची की आवश्यकता है पहले एक स्पष्ट है आपको सभी मॉड्यूल को सिलिकॉन फर्श पर रखना होगा स्थान निर्धारित करना होगा जाहिर है 2 मॉड्यूल ओवरलैप नहीं होना चाहिए दूसरे प्लेसमेंट राउटेबल है तो राउटेबल का क्या मतलब है इसका मतलब है कि जब आप ब्लॉक रखते हैं तो आपको उनके बीच में पर्याप्त जगह रखनी चाहिए आपको बीच बीच में पर्याप्त जगह रखनी चाहिए ताकि आपका इंटरकनेक्शन बन सके तो ब्लॉक के बीच जगह होनी चाहिए फ्लोर प्लानिंग के विपरीत है जहां आप दिखा रहे हैं कि ब्लॉक जहां एक दूसरे को छू रहे हैं लेकिन प्लेसमेंट में हम नहीं दिखा रहे हैं कि ब्लॉक एक दूसरे को छू रहे हैं हम बीच में कुछ पर्याप्त जगह भी रख रहे हैं जिसके माध्यम से आपस में इंटरकनेक्शन रखा जा सकता है तो उद्देश्य कई हो सकते हैं लेआउट क्षेत्र को कम करना निश्चित रूप से एक है उच्च प्रदर्शन सर्किट में देरी को कम करने के लिए इसका मतलब है क्रिटिकल नेट की लंबाई महत्वपूर्ण है तीसरी बहुत महत्वपूर्ण समस्या है आप देखते हैं कि आपके पास एक बहुत अच्छा प्लेसमेंट हो सकता है लेकिन राउटिंग के इस बाद के चरण के दौरान आप पा सकते हैं कि कुछ नेट्स आप रूट करने में असमर्थ हैं क्योंकि आपके पास लाइनों को ड्रॉ करने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं है इसलिए प्लेसमेंट समस्या को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि रूटिंग पूरा होने की गारंटी है लेकिन हम देखेंगे इस स्तर पर रूटिंग पूरा होने की गारंटी हर समय नहीं दी जा सकती है लेकिन आप हमेशा एक अच्छा अनुमान लगा सकते हैं इसलिए आप पर्याप्त स्थान रख सकते हैं मेरा मतलब है अगर आपको लगता है कि रूटिंग किया जा सकता है लेकिन बाद में क्या हो सकता है आप पा सकते हैं कि आपको कुछ ब्लॉकों को स्थानांतरित करना पड़ सकता है इसलिए राउटिंग के बाद आप देखेंगे कि कुछ नेट्स जिन्हें आप रूट नहीं कर पा रहे हैं आप फिर से प्लेसमेंट पर वापस आ सकते हैं कुछ सेल्स को चारों ओर ले जाएं अधिक स्थान बनाएं पीछे जाएं और फिर रूटिंग को पूरा करें वे कुछ तकनीकें हैं जिनका लोग उपयोग करते हैं अब इस प्लेसमेंट समस्या को एब्स्ट्रक्शन के विभिन्न स्तरों पर माना जा सकता है सिस्टम स्तर की तरह जहां आपके सिस्टम में कई बोर्ड या प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होते हैं PCBs जैसे कि जब भी आप उनका निर्माण करते हैं तो पहले हम डेस्कटॉप के बारे में बात कर रहे होते हैं हमारे डेस्कटॉप को छोटा कैसे बनाते हैं अब आप हमारे लैपटॉप के बारे में सोचते हैं कि कैसे हमारे लैपटॉप को छोटा और चिकना बनाया जाए यह पतला और पतला और छोटा होता जा रहा है लेकिन जब आप लैपटॉप खोलते हैं तो आप वास्तव में राशि और उस तरह की इंजीनियरिंग की सराहना करने में सक्षम होंगे जो डिजाइन की योजना में जाता है उन्होंने कैसे बनाया है यह छोटा है आप वास्तव में देख सकते हैं इसलिए सिस्टम स्तर की प्लेसमेंट बोर्ड को इस तरह से एक साथ रखने की चिंता है कि कुल कब्जा क्षेत्र न्यूनतम हो और साथ ही हीट डिसीप्शन सीमा से परे ना जाए ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि सिस्टम में कुछ शीतलन तंत्र होंगे कुछ शीतलन प्रशंसक होंगे और कुछ अधिक परिष्कृत तरीके हो सकते हैं तो मेरी हवा ठंडी हुई या पानी ठंडा हुआ तरल ठंडा हुआ कि विभिन्न तरीकों से आप गर्मी को फैलाने के लिए सिस्टम को ठंडा कर सकते हैं इसी तरह एक बोर्ड के भीतर आप चिप्स के बारे में सोच सकते हैं चिप्स कैसे रखें सामान्य रूप से एक PCB के लिए देखें आपका क्षेत्र तय हो गया है क्योंकि आप एक के लिए एक PCB डिजाइन कर रहे हैं विशेष डेस्कटॉप कहते हैं आप जानते हैं कि बॉक्स का कुल आकार क्या है आपका PCB इससे बड़ा नहीं हो सकता है तो आपका क्षेत्र फिक्स है और सभी चिप्स संदर्भ समय 1810 और मॉड्यूल एक आयताकार आकार है तो उद्देश्य PCB में रूटिंग लेयर्स की संख्या को कम से कम करना होगा क्या वहां आमतौर पर मल्टी लेयर रूटिंग है कई लेयर्स जिस पर मेटल लेयर्स रूटिंग की गणना करने के लिए चल रही हैं अब परतों की संख्या कम होगी PCB की लागत कम होगी ऑपरेशन की विश्वसनीयता अधिक होगी इसलिए डिले के संदर्भ में सिस्टम प्रदर्शन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए परतों की संख्या को निश्चित रूप से कम करना महत्वपूर्ण है ठीक है अब यदि आप चिप के अंदर जाते हैं तो चिप स्तर प्लेसमेंट आपने मॉड्यूल और ब्लॉक के बारे में बात की थी इसलिए फ्लोर प्लानिंग और प्लेसमेंट को ज्यादातर चिप लेवल प्लेसमेंट के लिए पिन असाइनमेंट के साथ किया जाता है क्योंकि जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि ज्यादातर चिप्स जो आप आज बनाते हैं वे इस मानक सेल डिजाइन शैली का उपयोग करते हैं एक मानक सेल डिजाइन शैली में फ्लोर प्लानिंग और प्लेसमेंट की आवश्यकता 2 अलग अलग चरणों में नहीं है क्योंकि जब भी कोई फ्लोर प्लानिंग करता है तो इसका मतलब है कि आप प्लेसमेंट कर रहे हैं क्योंकि आपकी फ्लोर प्रतिबंधित है इसका मतलब है कि आप अपना चिप एरिया देखते हैं फ्लोर क्या है पूर्ण कस्टम डिजाइन के लिए आपकी संपूर्ण सिलिकॉन सतह एक फ्लोर है लेकिन मानक सेल डिजाइन के लिए फ्लोर की परिभाषा प्रतिबंधित है तो आपके पास मानक सेल की पंक्तियाँ हैं ये पंक्तियों की स्थिति है तो अब आपकी फ्लोर्स इन पंक्तियों में से एक तक ही सीमित हैं अब मान लें कि हमारे पास इस आकार का ब्लॉक है जिसे आप रखना चाहते हैं यह तय होता है कि आप इसे या तो यहां या यहां रख सकते हैं मान लीजिए कि आप इसे यहां डालते हैं यह आपकी मंजिल योजना के साथ साथ प्लेसमेंट दोनों ही है इसलिए आप एक मानक सेल डिज़ाइन में सही में फ्लोर प्लैनिंग और प्लेसमेंट के बीच अंतर नहीं कर सकते और रूटिंग लेयर अक्सर निश्चित रूप से सीमित होती हैं विभिन्न तकनीकों के साथ निर्माण तकनीक में कहा जाता है कि आपके पास लेयर्स की बहुत बड़ी संख्या हो सकती है लेकिन कम ही बेहतर है और यदि आपके पास खराब प्लेसमेंट है जाहिर है मैंने पहले भी इसका उल्लेख किया है आप रूटिंग को पूरा करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं तो आपको फिर से वापस आना पड़ सकता है डिज़ाइन पर पुनरावृति हो सकती है बदलाव कर सकते हैं लेकिन ये हो सकता है आप डिज़ाइन चक्र में कुछ महँगी देरी का परिचय दे सकते हैं जो आप नहीं चाहते हैं निश्चित रूप से क्षेत्र का कम से कम होना महत्वपूर्ण है तो ये कुछ मुद्दे हैं अब हम समस्या निर्माण पर नज़र डालते हैं थोड़ा अलग कोण से अब यहाँ हम यह कहेंगे कि यह ब्लॉक B1 से Bn तक ब्लॉक्स या मॉड्यूल को रखा जायेगा प्रत्येक ब्लॉक की विशेष चौड़ाई और विशेष ऊंचाई है आपके पास नेट N1N2 Nm का एक सेट है नेट सूची है मेरा क्या मतलब है कि ऐसा कुछ है मुझे स्पष्ट करने का प्रयास करने दें मैं कहता हूं कि मेरे यहां एक ब्लॉक B1 है मुझे 3 ब्लॉक बी 1 B2 B3 के साथ समझाने दे तो मेरे 3 ब्लॉक हैं जिनकी चौड़ाई और ऊँचाई ज्ञात है मान लीजिए यह 2 और 2 है यह 3 और 2 है यह एक 3 और 3 है तो चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात है अब कुछ पिन हैं मान लें कि इस ब्लॉक 1 में कुछ पिन हैं आइए हम कुछ नाम देते हैं मान लें कि 3 पिनें प्रत्येक ने हमें उदाहरण दिया आइए हम इस पिन में से प्रत्येक को कुछ नाम दें a b c d e f g h और i फिर नेट आइए हम कहते हैं कि N1 आपको बताता है कि पिन a e और I उन्हें कनेक्ट करना होगा जिसका अर्थ है a e और i एक नेट से संबंधित हैं यह N2 कह सकता है कि इस f और g को कनेक्ट करना है यह N3 कह सकता है कि B D और H जुड़े हुए हैं और इसी तरह नेट इस तरह से निर्दिष्ट किए जाते हैं जरूरी नहीं कि नेट का मतलब 2 टर्मिनल नेट हो सकता है वे मल्टी टर्मिनल नेट हो सकते हैं तार को a से e e से i सभी को एक साथ जोड़ना होगा सही तो फिर से वापस आ रहा है इसलिए मेरे पास ब्लॉक का सेट है मेरे पास चौड़ाई और ऊंचाइयां हैं मेरे पास नेट का एक सेट है यही नहीं मेरे पास राउटिंग के लिए खाली जगहों का एक सेट है इसलिए राउटिंग के लिए खाली स्थान और मेरे पास वेरिएबल Li है जो नेट Ni के राउटिंग की अनुमानित लंबाई को इंगित करता है जैसे कि जब मैं कहता हूं पहला नेट a e i तो a यहाँ है e यहाँ है i यहाँ हूँ तो मान लें कि a को e और i से जोड़ा जाना हैमैं a से कनेक्ट कर सकता हूं मैं e से कनेक्ट कर सकता हूं मैं किसी भी मध्य बिंदु से कनेक्ट कर सकता हूं मान लीजिए कि मैं a से i कनेक्ट कर रहा हूं तो यह कनेक्ट करने का एक तरीका है इसलिए एक बार जब हम उन्हें जोड़ने की रणनीति का पता लगाते हैं तो मुझे इस नेट 1 L1 की लंबाई का अनुमान लगाना होगा इसलिए हम बाद में देखेंगे कि इस स्तर पर हम हर नेट की लंबाई का अच्छा अनुमान लगा सकते हैं इसके अलावा हमारे पास यह Qi है जिसका अर्थ है आयताकार खाली स्थान जो राउटिंग के लिए छोड़ दिए जाते हैं कहने का मतलब है कि मैंने पहले उल्लेख किया है कि जब भी आप उन्हें इस तरह रखने के लिए ब्लॉक देते हैं तो यह आपका खाली स्थान Q1 हो सकता है यह एक और स्थान Q2 हो सकता है यह Q3 और इसी तरह हो सकता है इसी तरह इस तरफ यह Q4 हो सकता है तो इन रिक्त स्थान को पहले से ही इंटरकनेक्टिंग टर्मिनलों के लिए राउटिंग के लिए रखा गया है ठीक है इसलिए अब जब मैं समस्याओं के बारे में बात कर रहा हूं तो आयताकार क्षेत्र हमें प्रत्येक ब्लॉक के लिए कुछ आयताकार क्षेत्रों का पता लगाना होगा इस तरह के ब्लॉक Bi को Ri में रखा जा सकता है यहाँ देखें कि हम क्या कह रहे हैं कि हमें कुछ आयताकार क्षेत्रों की पहचान करनी है जिस पर मेरे पास ब्लॉक Bi है जिसे बदला जा सकता है देखें कि यह कहने का एक गणितीय तरीका है लेकिन वास्तव में इसका मतलब है कि यह Ri यह स्पेस धारक है यह आपका R1 है जिस पर आप ब्लॉक 1 लगाते हैं एक जिसे आप ब्लॉक बी 1 में रखते हैं इसका मतलब वही है तो जाहिर है कि दो आयतें ओवरलैप होंगी यह प्लेसमेंट राउटेबल होगा प्लेसमेंट राउटेबल का मतलब है कि आपके पास पर्याप्त मात्रा में स्थान है जहां आप Q1 Q2 Q3 को रखते है आयताकार बाउंडिंग R और Q का कुल एरिया देखें R का एरिया है ब्लॉक की जगह Q वह एरिया है जिसे आपने रूटिंग करने के लिए रखा था तो Rऔर Q संयुक्त होगा चिप का पूरा एरिया के अनुरूप होंगे इसलिए R और Q को जोड़ने वाली आयत के इस कुल एरियाको कम से कम करना है कुल तार की लंबाई जो हमने कहा था हमें एक अनुमान लगाना होगा जिसे कम से कम करना है इतना ही नहीं उच्च प्रदर्शन सर्किट के लिए आपको देरी को डिले सीमित करना होगा अधिकतम तार की लंबाई को भी सीमा के भीतर रखना होगा अब निश्चित रूप से सामान्य समस्या बहुत ही कठिन कम्प्यूटेशनल रूप से जटिल है और बहुत से आंकड़े उपलब्ध हैं जो बहुत जटिल सर्किट के लिए बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं इसलिए यहां एक और उदाहरण है जो मैं दिखा रहा हूं यहां मैं एक आरेख दिखाता हूं जहां कुछ पिनों के साथ कई ब्लॉक हैं यहां पिन जो संख्याएं हैं 1 1 और 1 का मतलब है कि वे सभी एक ही नेट से संबंधित हैं 2 2 और 2 का मतलब है कि वे एक ही नेट से संबंधित हैं 2 वैकल्पिक प्लेसमेंट मैं दिखा रहा हूं जहां पिन कनेक्शन सीधी रेखाओं द्वारा दिखाए जाते हैं बस यह देखने के लिए कि यह कितना जटिल है यह एक अच्छे प्लेसमेंट से मेल खाता है और ये क्रम बहुत सारे ज़िगज़ैग और लंबे कनेक्शन यह खराब प्लेसमेंट से मेल खाता है तो जाहिर है आप महसूस कर सकते हैं कि हमारे पास एक अच्छा प्लेसमेंट है रूटिंग का आपका बाद का चरण आसान हो जाएगा अब जैसा कि मैंने कहा एक महत्वपूर्ण कदम यह है कि प्लेसमेंट के दौरान एक बार जब आप ब्लॉक लगाते हैं या आप ब्लॉक लगाने का निर्णय लेते हैं तो आपको इंटरकनेक्शन की लंबाई का अनुमान लगाना होगा क्योंकि यह Li Li का बहुत महत्वपूर्ण है सबसे लंबी Li को कम से कम करना दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण है तो आपको इंटरकनेक्शन की लंबाई पर एक अच्छा अनुमान लगाना होगा जिसके लिए कुछ इंटरकनेक्शन टोपोलॉजी को मानना पड़ सकता है प्लेसमेंट के दौरान वास्तविक अलग अलग रास्तों का पता नहीं चलता है इसलिए अनुमान लगाने के लिए कुछ प्लेसमेंट एल्गोरिदम को इंटरकनेक्शन नेट के टोपोलॉजी को मॉडल करने की आवश्यकता है इसलिए हम कई ऐसे इंटरकनेक्शन ग्राफ संरचनाओं को देखेंगे इसलिए जहां वेर्तिसेस टर्मिनलों को इंगित करते हैं और एड्जेस कनेक्शन को इंगित करते हैं तो तार की लंबाई का अनुमान उस ग्राफ संरचना का उपयोग किया जाता है जो मैंने कहा था कि यह महत्वपूर्ण है तो 2 टर्मिनल नेट सरल मैनहट्टन दूरी एक अनुमान के रूप में उपयोग की जाती है तो जैसा कि मैंने कहा कि मैनहट्टन दूरी क्या है यदि आपके पास x1 और y1 कॉर्डिनेट के साथ एक बिंदु हैऔर दूसरा बिंदु के कॉर्डिनेट x2 और y2 है आप सीधे इसे ले सकते हैं तो कुल लंबाई क्या होगी उसमें से कुछ तो यह उल्लेख है इसलिए 2 टर्मिनल नेट के लिए यदि आप मैनहट्टन की दूरी लेते हैं तो तार की लंबाई सरल होगी लेकिन एक सामान्य मल्टी टर्मिनल नेट के लिए यह अनुमान लगाना है कि यहां महत्वपूर्ण बिंदु क्या है अब इस अनुमान को बनाने का तंत्र तेज़ होना चाहिए और गुणवत्ता भी अच्छी होनी चाहिए यह बहुत बुरा अनुमान नहीं होना चाहिए यह एक उचित अच्छा अनुमान होना चाहिए तो मैं कई विकल्प दिखा रहा हूं पहले एक कंप्लीट ग्राफ है यहां मैं एक ग्रिड पर दिखा रहा हूं 4 बिंदु कंप्लीट ग्राफ का मतलब है कि प्रत्येक वर्टेक्स हर दूसरे वर्टेक्स से जुड़ा है तो एन नोड्स के लिए एड्जेस की संख्या C2n होगी या n X n 12 तो 4 के लिए यह होगा 4 X 3 12 या 6 यहां 6 एड्जेस होंगे इसलिए यदि आपके पास इस तरह की कंपलीट ग्राफ स्ट्रक्चर है तो आप इन सभी 6 एड्जेस के मानहट्टन दूरी की गणना कर सकते हैं इन 2 के बीच यह 1 2 3 4 5 6 होगा इन दोनों के बीच इसमें यह होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 तो आप कुल योग कर सकते हैं लेकिन एक n टर्मिनल के लिए आपको इतने C2n एड्जेस की ज़रूरत नहीं है जैसे कि n−1 कनेक्शन बनाने के लिए एड्जेस पर्याप्त हैं 4 बिंदुओं के लिए 3 लाइनें पर्याप्त हैं तो आप उपयोग कर रहे हैं n2अधिक संख्या में एड्जेस का अर्थ है अधिकn2 एड्जेस का इसलिए इस अनुमान के बाद कि आप इस राशि को लेते हैं तो आप सामान्यीकरण कारक के रूप में कुल योग को 2n से गुणा करते हैं और आपको एक अनुमान मिलता है अब यहाँ समस्या यह है कि आपको इस सभी C2n एड्जेस के लिए एक गणना करनी है तो इस विधि में गणना जटिलता बहुत अधिक है यह एक दृष्टिकोण है दूसरा दृष्टिकोण मिनिमम स्पैनिंग ट्री है यह जो भी कह रहा है कि 4 बिंदुओं को जोड़ने के लिए मुझे 3 एजिस की आवश्यकता है यह एक संभव स्पैनिंग ट्री है अन्य यह हो सकता है यह यह या यह न्यूनतम है यह कुछ एजिस की चौड़ाई न्यूनतम है जिसे मिनिमम स्पैनिंग ट्री कहा जाता है अब एक स्पैनिंग ट्री में आप केवल एजिस को खींचने के लिए पिन स्थानों का वेर्तिसेस के रूप में उपयोग कर सकते हैं तो यहाँ क्या लागत 1 2 और 1 3 होगी यहाँ 1 2 3 4 5 6 और 3 और 6 9 10 11 12 13 14 तो कुल लागत मिनिमम स्पैनिंग ट्री के लिए 14 है लेकिन मुद्दा यह है कि वास्तविक लेआउट के लिए आपका लेआउट इस तरह है जैसे यहां आप केवल वेर्तिसेस को कनेक्शन बनाने की अनुमति दे रहे हैं लेकिन इस तरह के स्टेनर ट्री का कहना है कि यहां एक तार किसी भी बिंदु से लंबाई की तरह ब्रांच कर सकता है जैसे कि हम यहां इन 2 बिंदुओं से जुड़े हैं अन्य बिंदुओं को जोड़ने के लिए आपको यहां से शुरू करने की आवश्यकता नहीं है आप बीच के किसी भी बिंदु से शुरू कर सकते हैं तो आप देखते हैं कि इसकी लंबाई बहुत कम होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 कम लेकिन परेशानी यह है कि न्यूनतम लंबाई स्टेनर ट्री प्राप्त करना कम्प्यूटेशनल रूप से कठिन है लेकिन कई अपनाए हुए अनुमान या ह्यूरिस्टिक उपलब्ध है जिसमें आप एक अच्छा स्टेनर ट्री प्राप्त कर सकते हैं लेकिन दूसरी बहुत तेज़ विधि जो काफी लोकप्रिय है कि आप इस छोटी सी बाउंडिंग रैक्टेंगल की कल्पना करते हैं जो सभी पिनों को घेर लेती है और सेमी पेरीमीटर की ऊँचाई प्लस चौड़ाई ली जाती है जो कि तार की लंबाई के रूप में अनुमानित है बेशक वास्तविक तार की लंबाई हमेशा इससे बड़ी होगी यह हमेशा तार की लंबाई को कम करता है लेकिन यह बहुत तेज़ अनुमान है और यह एक उचित अनुमान देता है जो व्यापक रूप से भटका हुआ भी नहीं है तो मुझे लगता है कि इसके साथ हम अभी इस व्याख्यान के अंत में आते हैं अगले व्याख्यान में हम प्लेसमेंट समस्या के साथ जारी रहेंगे हम कुछ डेटा संरचनाओं और कुछ वास्तविक एल्गोरिदम को देख रहे होंगे जो प्लेसमेंट के लिए उपयोग किया जाता है